IoT की विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से जाने के बाद बुनियादी अवधारणाओं नेटवर्किंग अवधारणाओं संचार अवधारणाओं कनेक्टिविटी स्थापना अवधारणाओं को पिछले व्याख्यान में IoT पर व्यावहारिक ज्ञान को देखा है अब हम एक केस स्टडी के माध्यम से जानेगें कि IoT का उपयोग कैसे किया जाता है और यह विशेष केस स्टडी कृषि उपयोग पर है विशेष रूप से स्मार्ट सिंचाई के लिए IoT के उपयोग पर है और यह मूल रूप से एक परियोजना पर आधारित है जिसे मैंने अपने सहकर्मी IIT खड़गपुर के कृषि और खाद्य इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एन एस रघुवंशी के साथ निष्पादित किया है और यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि IoT कैसे सिस्टम बिल्डिंग के लिए मदद के रूप में आ सकता है जो सिंचाई को और अधिक स्मार्ट बना सकता है इसलिए यह एक स्मार्ट सिंचाई प्रबंधन प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है जिसका नाम एग्रीसेंस है यह एग्रीसेंस प्रणाली URL एग्री सीस के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सुलभ है agrisysiitkgpacin तो आइए हम इस विशेष प्रणाली के कुछ अलग पहलुओं पर नजर डालें इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको इस विशेष आकृति के माध्यम से एक काल्पनिक परिदृश्य दिखाना चाहूंगा तो कृषि में IoT के उपयोग से भविष्य में क्या होने वाला है इसलिए जो तस्वीर हम अपने सामने देखते हैं वह एक काल्पनिक कृषि क्षेत्र है जहां विभिन्न प्रकार के सेंसर हैं जो सेंसर लगाए जाते हैं जैसे कि स्वचालित सिंचाई प्रदर्शन करने वाले स्वचालित सिंचाई प्रदर्शन के लिए मिट्टी नमी और जल स्तर की निगरानी करने वाले जैविक अपशिष्ट का स्वचालित पुनर्नवीनीकरण स्वचालित बुवाई और निराई और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं इसलिए कई अलग अलग चीजों को स्वचालित रूप से अलग अलग एक्ट्यूएटर्स के साथ सेंसरों के साथ फिट किया जाता है जो कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हैं इसलिए विशेष कृषि प्रणाली की इस परियोजना में हमने IoT स्मार्ट जल प्रबंधन का उपयोग करके जल प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ एक प्रणाली विकसित की है तो हम ऐसा कैसे करते है इसलिए इस स्मार्ट एग्रीसेंस प्रणाली का उद्देश्य जल प्रबंधन है जिसमे कि फसल उत्पादकता के संदर्भ में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कम पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है और आम तौर पर आप जानते हैं कि चावल जैसे पौधों के लिए क्या होता है इसका मतलब है धान के पौधे गेहूं और इन सभी पर ये मूल रूप से मिट्टी की नमी पर निर्भर करते हैं ताकि मिट्टी में पानी का स्तर और इसी तरह आगे कई अन्य जलवायु कारक हैं तो संपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम मिट्टी की स्थिति की निगरानी कैसे कर सकते हैं कि मिट्टी की नमी कितनी है जल स्तर स्थिर पानी का स्तर कितना है विशेष रूप से धान की फसलों के लिए उपयोगी जानकारी धान के पौधों और जब भी मिट्टी ड्राई बन जाए तो हम सिंचाई प्रक्रिया स्वचालित कैसे कर सकते हैं तो अगर यह एक निश्चित सीमा के नीचे ड्राई बन जाता है तो इस विशेष चीज को कैसे स्वचालित किया जाए तो स्वचालित सिंचाई हम इन विभिन्न सेंसर की मदद से कैसे प्रदर्शित करते हैं इसलिए हम जो करते हैं वह यह है कि किसी क्षेत्र से हम मिट्टी के नमी के सेंसर पानी के स्तर के सेंसर के माध्यम से इन अलग अलग संवेदनाओं के आधार पर हमें डेटा प्राप्त होते हैं उस डेटा के आधार पर हम कुछ एनालिटिक्स करते हैं और फिर अगर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रणाली स्वायत्तता से अगर यह पता लगा लेती है कि पानी का स्तर नीचे चला गया है या मिट्टी की नमी का स्तर नीचे चला गया है या वे सभी जलवायु परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हैं फिर कुछ करना होगा उदाहरण के लिए कुछ नियंत्रण संकेत दूर से ही भेजे जा सकते हैं खेत की सिंचाई करने के लिए पंप स्विच को स्वायत्त रूप से स्वचालित रूप से चालू कर सकते हैं और इसी तरह आगे बहुत कुछ किया जा सकता है तो यह वह है जो कि "अग्रिसेन्स" प्रणाली करती है इसलिए यह स्मार्ट जल प्रबंधन की पेशकश के लिए एग्रीसेंस प्रणाली की प्रस्तावित वास्तुकला है इसलिए हमारे पास सिस्टम की अलग अलग परतें हैं जैसे हमारे पास सेंसिंग परत है रिमोट प्रोसेसिंग लेयर और एप्लीकेशन लेयर है सेंसिंग लेयर में मूल रूप से विभिन्न प्रकार के सेंसर्स मृदा नमी जल स्तर के सेंसर्स वगैरह हैं जो विभिन्न क्लस्टर से डेटा को उनके क्लस्टर हेड्स के माध्यम से विभिन्न एनालिटिक्स और रिमोट प्रोसेसिंग सर्वर को चलाने के लिए आवेदन परत में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध कराये जाते है तो इस विशेष परियोजना में विभिन्न उद्देश्य शामिल थे जैसे सेंसर के लिए डिज़ाइन सेंसर नोड को इस तरह से डिजाइन करना और रिमोट सर्वर और संचार ढांचे का डिज़ाइन इसलिए इस परियोजना के भाग के रूप में हमने जो किया वह एक सेंसर विकसित किया है जिसका उपयोग खेत में जल स्तर की निगरानी के लिए किया जा सकता है इसलिए यह विशेष सेंसर है जिसे हमने अपनी प्रयोगशाला में खेत के जल स्तर की निगरानी के लिए विकसित किया है तो एक और सेंसर जो हमने विकसित नहीं किया है लेकिन हमारे पास ईसी 05 मिट्टी की नमी सेंसर है जिसे आप इस विशेष चित्र में देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी कि सतह के अंदर खोद कर इसे डाल दिया गया है तो मिट्टी की नमी सेंसर को मूल रूप से मिट्टी के स्तर के अंदर स्थापित किया जाता है मिट्टी के स्तर पर या यह स्तर के अंदर खोदा गया है तो यह सेंसर नोड का समग्र डिजाइन है इसलिए यहां मूल रूप से हमारे पास जो सेंसर और एक्ट्यूएटर हैं उनके अलावा हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी यूनिट वायरलेस कम्युनिकेशन यूनिट और हमारे पास पावर मैनेजमेंट यूनिट है तो यह एक सेंसर नोड का एकीकृत डिजाइन है जिसे हमने विकसित किया है यह एक नोड है और यह नोड मूल रूप से जैसा कि आप देख सकते हैं यहां यह एक एलसीडी के साथ आता है और यह ज़िगबी द्वारा संचार के लिए संचालित है पिछले एक कनेक्टिविटी तकनीकों पर व्याख्यान में हम पहले ही जिग्बी के बारे में जान चुके हैं फिर इसमें एक बिजली की आपूर्ति भी होती है इसमें अलग अलग बिजली की आपूर्ति होती है फिर इसमें संकेतक पर एक शक्ति होती है एक रीसेट स्विच ऑन ऑफ स्विच और विभिन्न सेंसर को इस विशेष कोर में लगाया जा सकता है तो यह सेंसर बोर्ड है जिसे हमने डिज़ाइन किया है और जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए स्मार्ट सिंचाई उद्देश्य के लिए किया जा सकता है फिर रिमोट सर्वर में मूल रूप से यह एक रिपॉजिटरी होता है जो इन विभिन्न सेंसरों से सभी डेटा को IoT गेटवे के माध्यम से इन IoT नोड्स में ले जा सकता है और एक वेब सर्वर है जो मूल रूप से रिमोट डेटा को स्टोर करता है इसका मतलब है कि वेब सर्वर में आमतौर पर खेत से दूर डेटा को संग्रहीत किया जाता है और यही वह जगह है जहां डेटा को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहीत किया जाता है और बहु उपयोगकर्ता सर्वर हैं जो मूल रूप से एसएमएस तकनीक का उपयोग करके किसान के मोबाइल पर फ़ील्ड जानकारी भेजते हैं और किसान की क्वेरी और नियंत्रण संदेशों को भी निष्पादित करते हैं तो मूल रूप से यह किसानों को एसएमएस की मदद से खेत की स्थितियों के बारे में सूचित करने और अलग अलग एसएमएस भेजने में मदद करता है इसलिए अब हम एक फ़ील्ड डेमो देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इस विशेष प्रणाली के कुछ अन्य पहलुओं को दिखाने जा रहा हूँ इसलिए मैं अब आपको खेत में ले जा रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि सिस्टम कैसे तैनात किया गया है और यह कैसे कार्य करता है अब मैं आपको कृषि में चीजों के इंटरनेट के कार्यान्वयन में से एक दिखाने जा रहा हूं अधिक विशेष रूप से यह सिंचाई के उद्देश्य के लिए है कि IoT का उपयोग सिंचाई के उद्देश्य के लिए कैसे किया जा सकता है और हम क्या कर रहे हैं यह वास्तव में MHRD और IIT खड़गपुर की प्रायोजित परियोजना के रूप में विकसित किया गया है और यह मेरे सहयोगी IIT खड़गपुर में कृषि और खाद्य इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एनएस रघुवंशी के साथ विकसित किया जा रहा है इसलिए आप यहां जो देख रहे हैं वह एक कृषि क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को 6 से 5 ग्रिड में विभाजित किया गया है और इन ग्रिड तत्वों में से प्रत्येक का आकार 3 बाय 3 वर्ग मीटर है और इसलिए इन ग्रिडों में से प्रत्येक में हमारे पास एक सेंसर नोड है और इस बिंदु पर वास्तव में आप किसी भी फसल को नहीं देख सकते हैं क्योंकि फसल का मौसम चला गया है और फसल काटा गया है लेकिन यह बुनियादी ढांचा है जो हमारे पास है तो यह एक सौर ऊर्जा चालित सेंसर नोड है और यदि हम इस नोड में यहाँ देखते हैं तो हमारे पास इस नोड के माध्यम से वास्तव में हमारे पास दो अलग अलग सेंसर हैं एक मिट्टी की नमी सेंसर है जो मूल रूप से जमीन में गड़ा है और एक और सेंसर है जो पानी का स्तर सेंसर है तो मिट्टी नमी सेंसर मूल रूप से इस नाम के रूप में कहते हैं कि यह मूल रूप से मिट्टी की नमी को सेंस करता है और जल स्तर सेंसर इस विशेष ग्रिड में स्थिर जल स्तर कितना है इसे मापता है और ये दो सेंसर डेटा इस विशेष नोड में भेजे जाते हैं तो यह नोड मूल रूप से आपको पता है कि यह जिग्बी पावर है और इस डेटा में क्लस्टर हेड के साथ जिग्बी संचार है इसलिए यहां वास्तव में हम जो उपयोग करते हैं वह सेंसर तैनाती के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण क्लस्टर आर्किटेक्चर है इसलिए इस नोड से हमारे पास प्रत्येक नोड से डेटा को ज़िगबी के माध्यम से क्लस्टर हेड पर और क्लस्टर हेड से नोड को भेजा जाता है क्लस्टर हेड मूल रूप से दो प्रकार के संचार का समर्थन करता है एक है इंट्रा क्लस्टर संचार के लिए ज़िगबी संचार और दूसरा है क्लस्टर हेड से कंट्रोल रूम तक जीपीआरएस संचार जहां सर्वर आगे के विश्लेषण के लिए होते हैं तो यह आर्किटेक्चर है जो हमारे पास है और इसलिए जो सेंसर डेटा हैं वह इन दो सेंसर के अर्थ में है एक मिट्टी की नमी और दूसरा जल स्तर सेंसर है और अगर जल स्तर नीचे चला गया है या मिट्टी की नमी पर्याप्त नहीं है तो स्वचालित रूप से हमारे पास सोलेनोइड वाल्व हैं और सोलनॉइड वाल्व चालू होंगे इसलिए यहां एक सोलनॉइड वाल्व है जिसे आप अपने बाईं ओर देख सकते हैं यहां सोलनॉइड वाल्व है और इसी तरह हर खेत में अन्य सोलनॉइड वाल्व हैं तो वहाँ एक और सोलनॉइड वाल्व है तो जो होने जा रहा है वह पंप है जिसे आप जानते हैं कि यह चालू होने वाला है और पानी चालू हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इस सोलनॉइड वाल्व द्वारा क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी वाल्व चालू किया गया है और खेत पानी से सिंचित होने वाला है क्योंकि खेत में पर्याप्त पानी नहीं है इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वास्तव में सेंसर तैनाती के लिए क्लस्टर आधारित आर्किटेक्चर का अनुसरण कर रहे हैं तो यहां हमारे पास एक क्लस्टर हेड है इस क्लस्टर हेड में दोनों जिग्बी संचार के लिए समर्थन है जो इस विशेष नोड के माध्यम से हो रहा है और जीपीआरएस के लिए भी समर्थन है इस विशेष बोर्ड के माध्यम से संचार और इसके अतिरिक्त हमारे पास अलग अलग रिले हैं जैसा कि आप यहां पंपों को चालू करने के लिए देख सकते हैं यदि फ़ील्ड को सिंचाई करना आवश्यक है और इसलिए एंटीना के माध्यम से मूल रूप से यह संचार बाहरी दुनिया के साथ हो रहा है तो क्लस्टर हेड इस तरह का दिखता है तो अब मैं आपको इस एग्रीसेंस सिस्टम के लिए वेब इंटरफ़ेस दिखाऊंगा इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह URL agrisysiitkgpacin के माध्यम से सुलभ है और हमने इस विशेष प्रणाली को दो स्थानों में से एक में तैनात किया है संदर्भ समय 1531 IIT खड़गपुर और दूसरा एक दूर के गांव बिदुपुर के पास तो यह समग्र रूप से वेब इंटरफेस हैं और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि हमने तैनात सेंसर नोड्स को विकसित किया है यह जल स्तर सेंसर के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है जिसे आप पढ़ सकते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क और किसानों को दी जाने वाली एसएमएस सेवा जो वहां है इसलिए इस साइट के माध्यम से और अधिक जानकारी उपलब्ध है और इन विभिन्न लिंक के माध्यम से जो लोग शामिल हैं जो मैं पहले से ही आपके साथ उल्लेख कर रहा हूं कि यह हमारे समूह IIT खड़गपुर के कृषि और खाद्य इंजीनियरिंग विभाग के साथ सीएसई विभाग के स्वान समूह द्वारा किया गया है तो यहाँ आप जानते हैं कि हम इस विशेष पोर्टल के माध्यम से क्षेत्र की स्थितियों और विभिन्न संवेदकों को देख सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि अलग अलग सेंसरों पर अलग अलग स्वास्थ्य निगरानी होती है इसलिए यदि आप लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करते हैं तो यह मूल रूप से किसी एक क्षेत्र की नोड स्थिति है जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये अलग स्थिति है जो मैंने उल्लेख किया था और ये अलग अलग स्थिति हैं इसलिए हमारे पास लाल रंग है जिसका अर्थ है कि अब घड़ी को पहले ही हटाया जा चुका है यह धान धान का खेत था जहां सेंसर नोड तैनात किए जाते हैं इसलिए फसल पहले ही काटी जा चुकी है इसीलिए यह लाल रंग दिखा रहा है इसका मतलब है कि सेंसर नोड आगे के किसी भी डेटा को महसूस नहीं कर रहा है और आपके द्वारा पता किए गए विभिन्न स्टेटस संदेश भी इस विशेष पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं और पिछले कोई डेटा भी इस के माध्यम से देख सकते हैं और इसलिए मूल रूप से आपके द्वारा ज्ञात क्षेत्र की दूरस्थ निगरानी में मदद मिलती है भले ही वह दुनिया के किसी दूसरे भाग में हो वे क्षेत्र की स्थितियों की निगरानी करने में सक्षम होंगे तो समग्र पोर्टल इस तरह का दिखता है इसलिए अब मैं आपको अपने सर्वर पर प्राप्त डेटा के कुछ प्लॉट दिखाऊंगा मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि किस प्रकार अलग अलग सेंसर क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं और ये कुछ परिणाम हैं जो हमें कुछ डेटा प्राप्त हुए हैं जो हमें मिट्टी की नमी जैसी चीजों के संबंध में प्राप्त हुए हैं तो यह समय के संबंध में मिट्टी की नमी के आंकड़े हैं इसलिए यहाँ वास्तव में हमारे पास कुछ ११५ दिनों का डेटा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि धान के मौसम के दौरान फसल की वृद्धि के विभिन्न चरणों के संबंध में मिट्टी की नमी और समय मूल रूप से यहाँ पर प्लॉट की गई है तो इस विशेष चरण को वानस्पतिक चरण के रूप में दिखाया गया है और इस विशेष प्लॉट में मिट्टी की नमी में भिन्नता दिखाई गई है फिर हमारे पास पुनस्र्त्पादक चरण है जहां मिट्टी की नमी इस तरह बदलती है और फिर हमारे पास परिपक्वता चरण होता है और परिपक्वता चरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि खेत की मिट्टी की नमी में कुछ भिन्नताएं हैं अगला एक जल स्तर है तो यहाँ वास्तव में हम देख सकते हैं कि वानस्पतिक चरण में जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है लेकिन फिर पुनस्र्त्पादक चरण के दौरान जल स्तर में उतार चढ़ाव काफी बड़ा होता है इसलिए जब भी पानी का स्तर नीचे जाता है तो खेत की सिंचाई की जाती है फिर से पानी का स्तर बढ़ जाता है फिर से नीचे और इसी तरह आगे बढ़ता है तो यह पुनस्र्त्पादक चरण है और फिर हमारे पास परिपक्वता चरण है जहां जल स्तर में भिन्नताएं दिखाई गई हैं और फिर यह प्लॉट मूल रूप से पैकेट वितरण अनुपात को दर्शाता है और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पैकेट वितरण इतना बुरा नहीं है आपको पता है कि यह 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है कुछ पैकेट ड्रॉप हुआ है और ये पैकेट ड्रॉप अलग अलग कारणों से हो सकते हैं जैसे कि अलग अलग शोर की अलग अलग उपस्थिति और इसी तरह हवा का प्रवाह तापमान सौर विकिरण वर्षा और इसी तरह की चीजों के कारण तो ये पैकेट ड्रॉप काफी आम हैं लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सिस्टम कुल मिलाकर काफी विश्वसनीय है